हेलो दोस्तों पिछले सत्र में हमने सामान्य तरीके के संचार के बारे में बात की थी हमने इसके साथ शुरुआत की और वहां मैंने आपसे वादा किया कि हम इस सत्र में चेहरे के भावों के बारे में बात करेंगे और हम छल की अवधारणा को देखेंगे जो अभी ऑनलाइन है और हम इसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं मैं सिर्फ चेहरे के भावों के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने पेश करूँगा और बुनियादी भावनाओं के बारे में बात करूँगा फिर आपको यह पता लगाने के लिए परीक्षण दूंगा कि आप चेहरों में निर्णायक भावनाओं को समझ पाते हैं की नहीं हम इन संदर्भों को जल्दी से देखते हैं और उम्मीद है कि आप थोड़ा और अधिक जानने में सक्षम होंगे कि कैसे चेहरे भावनाओं का संचार करते हैं शायद भावनाओं के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चेहरा है टिनटिन में कप्तान हैडोक के हावभाव में आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इशारों के माध्यम से भावनाओं का संचार किया जाता है लेकिन चेहरा उन भावनाओं के संचार का बहुत महत्वपूर्ण घटक था हालांकि केवल इशारों के माध्यम से आप भावनाओं को संवाद कर सकते हैं लेकिन चेहरे के भाव भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला और अभिव्यक्ति की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने में सक्षम हैं जो भावनाएं जरूरी नहीं हैं उदाहरण के लिए जब आप यह कहना चाहते हैं कि मैं आप को अक्सर नहीं जानता तो एक इशारा करते हैं और साथ ही एक चेहरे की अभिव्यक्ति भी बनाते हैं जो कुछ इस तरह दिखता है चेहरे की अभिव्यक्ति एक भावना नहीं है इसलिए आपको भावनाओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है और यह एक चेहरे का प्रतीक है क्योंकि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक विशिष्ट अर्थ के लिए प्रतिस्थापन है यह एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं है हालांकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चेहरे की अधिकतम मांसपेशियांहम नियंत्रित कर सकते हैं इसकी एक निश्चित संख्या में मांसपेशियां भी हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं आपको यह बताने का कारण यह है क्योंकि जब हम मांसपेशियों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम उन भावनाओं को हेरफेर करने में सक्षम होते हैं जो हमारे चेहरे पर प्रदर्शित किए गए हैं लेकिन जब हम कुछ भावनाओं को कुछ मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो इसके बावजूद हमारे ऐसा करने का इरादा नहीं है हम कुछ भावनाओं को दूर करने में सक्षम हैं या यदि आप कुछ भावनाओं को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ऐसा करने में असफल हो रहे हैं सिद्धांतकार और शोधकर्ता हमें बताते हैं कि मनुष्य 1000 से अधिक चेहरे के भाव बनाने और पहचानने में सक्षम है अब यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन अगर हम यह मान लें कि 6 या 7 मूल चेहरे की भावनाएं हैं जो हमारे साथ व्यवहार करेंगी और यदि हम उन्हें तीव्रता के विभिन्न डिग्री आवंटित करते हैं अगर हम तीव्रता का अंतर बताएं यह 5 डिग्री हो सकता है इससे आप 35 अलग भावनाओं को बना सकते है अब इसके साथ बस इतना जोड़ें कि कभी कभी भावनाओं को शुद्ध नहीं किया जाता है हमें खुशी और आश्चर्य का संयोजन खुशी और शांत का संयोजन उदासी और घृणा उदासी और क्रोध का संयोजन कहते हैं अब आप उन्हें जोड़ते हैं और उन्हें तीव्रता देते हैं आपके पास शायद एक और 100 भाव हैं तो यह कथन कि हम 1000 भावनाओं 1000 अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने और पहचानने में सक्षम हैं विभिन्न भाव वास्तव में अवास्तविक नहीं हैं हालाँकि मैं कहूंगा कि अधिक सामाजिक रिक्त स्थान हम 200 से 300 विभिन्न चेहरे की भावनाओं के बीच बहुत आसानी से विचार करने में सक्षम होंगे और फिर निश्चित रूप से वे अभिव्यक्ति हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में संकेत दिया था कि हम अपनी भावनाओं को बहुत बार बादल देते हैं यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है वह चीज है जिसके बारे में हम आज पहले के क्लास में जहां हम इशारों से निपटते हैं की तुलना में अधिक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं अब यह याद रखने के लिए अंक बहुत महत्वपूर्ण है कि भावनाओं को प्रच्छन्न या अधिनियमित किया जा सकता है अब एक सामाजिक स्थान में जैसा कि मैंने आपको पूर्व कक्षा में बताया था हमे कई बार झूठ बोलने की आवश्यकता हो जाती है आपके पास एक अतिथि है और आप ऊब रहे हैं क्योंकि वह वहां पर आपकी अवधि से अधिक है और आप उसे जाने के लिए लेय के लिए नहीं कह सकते हैं इसलिए आप कृत्रिम मुस्कुराहट दे रहे हैं वह जो कुछ भी बता रहे हैं आप उसे दिलचस्प दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अब ये सफेद झूठ का उदाहरण हैं सफेद झूठ निर्दोष झूठ है जिसे हम लगातार एक सामाजिक स्थान में विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित करने के बारे में बताते रहते हैं ताकि हम असभ्य न दिखें उदाहरण के लिए मेरी 12 साल की बेटी मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि उसकी पेंटिंग अच्छी लग रही है या नहीं अब भले ही यह अच्छी पेंटिंग न हो लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक बहुत अच्छी पेंटिंग है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं अब मैं इस पेंटिंग के बारे में जो बताता हूं वह सारहीन है लेकिन इस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है अगर मैं यह सवाल पूछूं कि क्या सच कहा जा रहा है या झूठ तो इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है यह सफेद झूठ का एक और उदाहरण है अब एकमैन विकसित हो गया है पॉल एकमैन मैने उसे पहले संदर्भित किया है जिसने एक फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम विकसित किया है जो विभिन्न प्रकार की भावनाओं और विभिन्न मांसपेशियों के आंदोलनों को वर्गीकृत करता है हम इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयोग करेंगे कि कैसे लोग विभिन्न मांसपेशियों या चेहरे के विभिन्न भागों का उपयोग संचारी भावनाओं के लिए करते हैं हम उन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की अवधारणा पर भी चर्चा करेंगे जो ऐसे भाव हैं जो बहुत कम समय के लिए उभरते हैं और बहुत बार वास्तविक भावनाओं को ले जाते हैं हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें कुचल डालने वाली अभिव्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जो अभिव्यक्ति प्रकट होने से पहले ही दबा दी जाती हैं अब आप देखते हैं कि मैं पहले से ही इस अनुभाग में चर्चा कर चुका हूं अनुसंधान हमें बताता है कि पॉल एकमैन ने चेहरे की भावनाओं के बारे में बताया है कि यह सामाजिक रूप से प्रेरित है कुछ सिद्धांतकार थे जिन्होंने महसूस किया कि चेहरे की भावनाओं सहित हमारे सभी प्रकार के भाव सामाजिक रूप से संचालित होते हैं सामाजिक रूप से उत्पन्न होते हैं लेकिन यह पॉल एकमैन थे जिन्होने कुछ ऐसे समुदायों या वीडियो का अध्ययन करके पाया जिनका सभ्यता के साथ बहुत लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं था कि निश्चित चेहरे के अभिव्यक्तियाँ भावनाएं सार्वभौमिक हैं इस अर्थ में कि वे लगभग सभी देशों में उपलब्ध हैं और जब कोई आपको नहीं देख रहा है तो ये ऐसे भाव हैं जो आप देते हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम बहुत बाद में छूएंगे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में से समरूपता और विषमता की अवधारणा को इंगित करने की आवश्यकता है यदि इस चेहरे को दो घटकों में विभाजित करते हैं तो यह है अगर दोनों पक्षों के बीच एक मैच है जो सममित है अगर कोई मेल नहीं है जो विषम है वास्तविक अभिव्यक्तियाँ अधिक सममित और झूठी अभिव्यक्तियाँ अधिक विषम हैं इस तथ्य के बावजूद कि वास्तविक भाव थोड़ा विषम हैं चेहरे का एक पक्ष इन भावनाओं को चेहरे के दूसरे पक्ष की तुलना में थोड़ा अधिक डिग्री तक व्यक्त करता है इसलिए यदि आप चेहरे की कुछ बुनियादी भावनाओं को देख रहे हैं तो खुशी उदासी क्रोध भय आश्चर्य घृणा और तिरस्कार हैं आज की बात में हम पहले ६ पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसकी पहचान करने की कोशिश करेंगे बुनियादी तरीका यह है कि आप इन भावनाओं के बीच अंतर कैसे करें अब मजेदार बात यह है कि हम सारा जीवन अन्य लोगों के चेहरों को देखते हैं और इसलिए यह माना जाता है कि जब हम किसी और चेहरे को देख रहे होते हैं तो हमें यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि यह व्यक्ति किस हद तक इस भावना को प्रदर्शित कर रहा है कि क्या वे वास्तविक भावनाएं हैं या वे झूठी भावनाएं हैं लेकिन शोध हमें बताता है कि वास्तविक भावनाओं सहित भावनाओं को पहचानने की हमारी क्षमता लगभग 50 प्रतिशत के स्तर पर है जो कि संयोग का स्तर है जिसका अर्थ है कि यद्यपि हमने यह मान लिया है कि हम चेहरे और उनकी भावनाओं को पढ़ने में अच्छे हैं और वास्तव में हम भावनाओं और चहरे को पढ़ने में अच्छे नहीं हैं अब यह असामान्य है लेकिन यह बहुत दिलचस्प है तो चलिए हम कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर चलते हैं जिनपे हम तब बात करेंगे जब हम छल की धारणा को उठाएंगे क्योंकि यह एक दिलचस्प क्षेत्र है जहाँ आप में से अधिकांश लोग दिलचस्पी लेंगे क्योंकि आप जानना चाहेंगे की व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है जो हमें बातचीत के दौरान या नौकरी के लिए साक्षात्कार करने के दौरान मुस्कुराते हुए दिखता है इसलिए यदि आप उसके चेहरे की अभिव्यक्ति हावभाव मुद्राओं और उस तरह के विचारों के माध्यम से उसके बारे में थोड़ा और समझने में सक्षम हैं तो शायद आपका निर्णय लेना और साथ ही साथ आपके संचार को इससे लाभ होगा मास्किंग एक ऐसी चीज है जो व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों से संबंधित है मास्किंग वह जगह है जहां पहले या भावनाएं प्रकट होने के दौरान आप इसे नियंत्रित करते हैं मास्किंग एक मृत चेहरे की तरह होती है जिसका मतलब है 'भावों के बिना एक चेहरा' मास्किंग तब हो सकती है जब एक विकल्प अथवा एक अभिव्यक्ति होती है बहुत आम उदाहरण है कक्षाओं में जहां एक शिक्षक एक व्यक्ति से नाराज हो रहा है इसलिए जो भी गुस्सा या क्रोध या उस व्यक्ति को उदासी है जो छात्र महसूस कर रहा है वह यह प्रदर्शित नहीं करता है बहुत बार आप पाते हैं कि यह या तो एक मृत अभिव्यक्ति के साथ या एक स्थानापन्न अभिव्यक्ति के साथ बदल दिया जाता है शिक्षक पर गुस्सा महसूस कर रहे एक छात्र को उदासी दिखाई दे सकती है वह उदासी दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि शिक्षक को एहसास हो जाए कि वास्तव में अपने जो किया उससे व्यक्ति को बुरा लग रहा है या मुस्कुराहट का उदहारण लेते हैं हम कहते हैं कि बॉस एक अधीनस्थ को गाली दे रहा है और वह मुस्कुराता है और यह मुस्कुराहट गुस्से अपमान उदासी और कई अन्य भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है तो प्रतिस्थापन होता है और सूक्ष्म भाव मैंने संकेत किया है यहाँ मैं छल साझा करना चाहूंगा की छल के दौरान हम अपनी भावनात्मक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं हम उन्हें लीक करने का प्रबंधन करते हैं हम उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होने से पहले अभिव्यक्ति देने का प्रबंधन करते हैं और ये अभिव्यक्तियाँ किसी भी चीज़ पर एक सेकंड के एक चौथे से एक सेकंड के एक पंद्रहवें द्वारा विश्वास करती हैं इन्हें सूक्ष्म भाव के रूप में जाना जाता है तो वे हैं कि वे इतने कम हैं कि उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है वास्तव में कुछ अध्ययनों में जो हम कर भी रहे हैं हम अपेक्षाकृत उच्च गति वाले कैमरों का उपयोग 1 से 50 वें फ्रेम के बीच कुछ भी करते हैं 1 से 50 वें से 1 के फ्रेम दर के साथ एक सेकंड के 60 वें से 1 सेकंड के 400 वें तक करते हैं चेहरे की भावनाओं को कैप्चर करते है इसलिए की बाद में हम सूक्ष्म अभिव्यक्तियों का विश्लेषण और खोज कर सके तो यह एकदिलचस्प क्षेत्र है जहां धोखेबाज अभिव्यक्तियों की पहचान की जा सकती है अगर किसी ने सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को छलांग लगाई है और ये आमतौर पर सामाजिक संदर्भों में होते हैं अपने निजी जीवन में आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आप खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं लेकिन सामाजिक अंतरिक्ष में आप उन्हें नियंत्रित करते हैं और यही वह जगह है जहां सूक्ष्म अभिव्यक्तियां उभरती हैं अब हम चित्रों की एक श्रृंखला को देखने जा रहे हैं जो हमें चेहरे की भावनाओं और भावों के बारे में कुछ विचार देगा मैं बहुत बहुत ही गैर तकनीकी तरह से बताऊंगा अथवा तकनीकी मुद्दों पर नहीं जाऊंगा छवियों का पहला सेट ऐसी छवियां हैं जहां आप देखते हैं कि दो चेहरे दिखाए जा रहे हैं बाईं ओर का चेहरा एक मुस्कान दिखाता है दाईं ओर का चेहरा एक मुस्कान दिखाता है और इस मायने में अलग है कि इसे वास्तविक मुस्कान नहीं माना जा सकता है क्योंकि जहां इसे वास्तविक मुस्कान माना जाएगा मूल रूप से यह होता है कि जब हम वास्तव में मुस्कुराते हैं तो हम न केवल उन मांसपेशियों को खींचने का प्रबंधन करते हैं जो हमारे गाल के आसपास होती हैं बल्की मांसपेशियों को खींचने का प्रबंधन भी करते हैं जो हमारी आंखों के आसपास होती हैं और इसलिए आंखों का कसाव होता है जब हम मुस्कुराते हैं तो कभी कभी आंखों के आसपास एक शिकन होती है और आमतौर पर वास्तविक मुस्कुराहट की पहचान सिर्फ आंखों को देखकर की जा सकती है बहुत बार हमारी यह अभिव्यक्ति होती है कि उसकी मुस्कान आँखों को नहीं छूती थी इसका मतलब है जो हम मानते है तो यह खुशी का बहुत जल्दी विश्लेषण है यहाँ हम दुःख की वास्तविक अभिव्यक्ति को नहीं देख रहे हैं मैं आपको उन लोगों की पहचान करने के लिए चित्र दूंगा यदि आप उदासी को देखते हैं उदासी में जो मूल रूप से होता है वह यह है कि इस जगह के आस पास की मांसपेशियां यदि आप थोड़ा सा नीचे हो जाती हैं तो थोड़ा सा उठें मुझे खेद है और इसलिए आपके माथे पर एक छोटी सी शिकन है तो उठाई गई आंतरिक भौहें उदासी का एक संकेतक है जो कुछ ऐसा है जब आप झूठी उदासी को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप यहां सभी मांसपेशियों को बढ़ा सकते हैं और इस तरह खुद को दूर कर सकते हैं गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप देखते हैं कि आप आम तौर पर इन दोनों मांसपेशियों को एक साथ पास लाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो नाक के दोनों तरफ की मांसपेशियों को थोड़ा नीचे लाया जाता है और एक साथ लाया जाता है और इस तरह आप पाते हैं कि क्रोध की अभिव्यक्ति शुरू में आँखों में दिखाई देती है और फिर जब क्रोध को अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो यह चेहरे के निचले हिस्से को छूता है चेहरे के निचले हिस्से को दूसरे शब्दों में चेहरे का ऊपरी हिस्सा भावनाओं को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है और जब यह एक पूर्ण ज्ञात क्रोध होता है तो दांतों का असर होता है होंठों का असर दांतों से खुलता है दांतों से बाहर निकलता है दूसरी ओर डर तब प्रदर्शित होता है जब यहां की सभी मांसपेशियों को ऊपर उठाया जाता है हालांकि आंतरिक भौहें कम या ज्यादा अपनी स्थिति बनाए रखती हैं और यहां की मांसपेशियों को ऊपर उठाया जाता है आंखें चौड़ी की जाती हैं पुतलियाँ चौड़ी पड़ जाती हैं और शुरू में फिर से भय चेहरे के ऊपरी भाग में परिलक्षित होता है और फिर जब यह खुले मुंह से तेज होता है तो यह चेहरे के निचले हिस्से में प्रदर्शित होताहै आश्चर्य एक भावना है जिसे कॉपी करना बहुत आसान है या वास्तव में आश्चर्यचकित महसूस किए बिना अनुकरण करना आसान है लेकिन समय का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि आश्चर्य बहुत कम समय तक रहता है अभिव्यक्ति यह प्रकट होती है और तुरंत किसी और द्वारा बदल दी जाती है जिस क्षण के बाद आपने आश्चर्यचकित देखा उसके बाद आप भयभीत हो सकते हैं आप खुशी दिखा सकते हैं आपने क्रोध को देखा हो सकता है इसलिए यह एक बहुत ही त्वरित प्रतिक्रिया है और समय पर यह प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हों इसलिए जब आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं यदि समय सही नहीं है तो आप जानते हैं कि यह वास्तविक आश्चर्य नहीं है कोई और अधिक तेज़ी से आश्चर्य दिखाता है या प्रतिक्रिया में थोड़ा विलंब होता है आप जानते हैं कि यह वास्तविक आश्चर्य नहीं है और होंठ चौड़े खुले तो चारों ओर तीव्रता बढ़ जाती है जब आश्चर्य बहुत तीव्र होता है घृणा दूसरी ओर एक भावना है जो नाक के चारों ओर चेहरे के निचले हिस्से में शुरू होती है नाक की झुर्रियों को बढ़ाती है और फिर होंठों के आसपास की मांसपेशियों की झुर्रियों को बड़ाती है और फिर जब यह तीव्र होती है आप पाते हैं कि यह आंखों के बीच ऊपरी भाग में झुर्रियों में बदल जाता है घृणा फिर से एक भावना है जो वास्तविक और झूठी घृणा के बीच अंतर को पहचानना मुश्किल है या मैं कहूंगा कि यह मुश्किल है इसे अनुकरण करना आसान है और फिर से निश्चित रूप से यह पता लगाने के कुछ तरीके हैं कि यह वास्तविक है या नहीं यह समय पर आधारित है जो आपके पास है हमने अभी तक भावनाओं के एक समूह पर ध्यान दिया है अब मैं जो करने के लिए कह रहा हूं वह भावनाओं के हमारे डेटाबेस को देखने के लिए है जिसे हमने निश्चित समय पर यह अनुमान लगाने के लिए प्राप्त किया है कि क्या आप भावनाओं को पहचानने का प्रयास करने में सक्षम हैं क्या आप इस भावनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम हैं यहाँ पहले वाला है यहाँ पर भावनाओं का क्या संचार हो रहा है क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं मैं आपको एक मिनट दूंगा फिर मैं जवाब दूंगा यह दुःख है जो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है यदि आप इसे बहुत ध्यान से देखते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको वास्तविक अभ्यास में बताया कि कैसे कोई व्यक्ति भावनाओं का संचार कर रहा है वह कठिन है मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा तो यह एक ऐसा भाव है जो बहुत आसानी से पहचाने जाने योग्य है क्योंकि सच्ची खुशी ही सच्ची है फिर क्या भावना का संचार हो रहा है क्या आप इसे प्राप्त कर पा रहे हैं यह डर है फिर से आप उस खुली आँखों उभरी हुई भौहों को देखते हैं क्या आप इस भावना का अनुमान लगाने में सक्षम हैं वास्तविक परिस्थितियों में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है यह आश्चर्य की बात है यह भी आश्चर्य की बात है और यहां आप पाते हैं कि भौहें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती हैं या यह करना आसान नहीं है कि यह उदासी है इसमें प्रतिबिंबित हो रही है जो निचले हिस्से से जहां होंठ नीचे कर दिए जाते हैं चेहरे के निचले हिस्से के साथ साथ भौंहों में भी उदासी प्रतिबिंबित हो रेही है होंट नीचे मोड दिये गये है जबकि यह हल्के घृणा का प्रतिबिंब है और क्योंकि ऐनक के कारण नाक की झुर्रियों की पहचान करना मुश्किल है लेकिन यह वहाँ है दूसरी ओर यदि आप सामने आ रही अभिव्यक्ति को देख रहे हैं जिसका अर्थ है कि ये वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं हैं कोई व्यक्ति इन्हें बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप पाते हैं कि पहला वह है जो मुस्कुराहट का संचार करने वाला है एक मुस्कुराहट के बजाय अधिक मुखविरूपता है और दूसरा जो घृणित है वह विषम है क्योंकि आप देखते हैं कि चेहरे का एक हिस्सा दूसरे भाग के बजाय अधिक तीव्रता से एक भाव दिखा रहा है जहां दूसरे भाग के बजाय यहां तक कि आप पाते हैं कि यह विषम है दोनों ही मामलों में आप पाते हैं कि भाव विषम हैं फिर से विषमता के अलावा दुःख की बात यह है कि यह भौंहों में चेहरे के ऊपरी हिस्से में परिलक्षित नहीं होता है जहां आश्चर्य कुछ ऐसा है जो अनुकरण करना आसान है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समय का पालन करना ध्यान में रखाना होगा डर उभरी हुई भौहों के माध्यम से संप्रेषित किया गया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और आँखें चौड़ी हो रही हैं लेकिन फिर से विषमता एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ है और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो कुछ हद तक इन भौओं के भागों में परिलक्षित होता है लेकिन यह भी एक निश्चित सीमा तक अन्य भागों में परिलक्षित होता है और जब आप खुद को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं जब आप खुद को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं तो आप इन भावनाओं के बीच अंतर करने की स्थिति में होते हैं अब मैं प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि एक बार जब आप चेहरे की कार्रवाई कोडिंग सिस्टम के साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है कि आप खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं जो कुछ प्रशिक्षण मैनुअल हैं जहां आपको सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के लिए समझने की आवश्यकता होती है जो आपको एक पल के 1 से 15 वीं बार दिखाए जाते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि विभिन्न भावनाओं को समझाने की आपकी क्षमता को बार बार परखा जाता है जब तक कि आप परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुँच जाते और फिर आप को चेहरे की भावनाओं को समझने में एक प्रमाणित प्रशिक्षु का दर्जा दिया गया तो कई अध्ययनों के लिए जो हम छल में करते हैं हम वास्तव में ऐसे प्रशिक्षकों की मदद लेते हैं या कुछ छात्र जाते हैं और प्रशिक्षित होते हैं और फिर वे आते हैं और विभिन्न भावनाओं की पहचान करते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि छल कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर रहे हैं हमारे पास आपके लिए ऑनलाइन चीजें हैं और मुझे यकीन है कि आप उन्हें कर रहे हैं लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि चेहरे की भावनाओं पर यह छोटी सी प्रस्तुति मुझे आशा है कि एक निश्चित रास्ता तय करेगी की किसी और की भावनाओं को पहचानना कितना मुश्किल है इससे संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करती है और मुझे उम्मीद है कि अगले अंक से मुझे आशा है कि अगली बार जब आप किसी को देखेंगे या आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसे आप इन परिवर्तनों के लिए बहुत ध्यान से चेहरे के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे ताकि आप दूसरे लोगों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें क्योंकि अन्य लोगों की भावनाओं को समझना आपको बेहतर संचार की दिशा में एक बार आगे ले जाता है क्योंकि यह बेहतर सुनने बेहतर समझ का हिस्सा है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह छोटी बात आपके लिए सार्थक रही है धन्यवाद दोस्तों